नमस्कार पुनः स्वागत है आपका आज के सत्र में हम कल इस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों व किस प्रकार टायपोलॉजिकल शोध आपको विषय के रूप में लिंगुइस्टिक्स समझने में सहायता करेगा इस विषय पर आकर रुके थे आइए अब देखते हैं कि भाषा का टायपोलॉजिकल अध्ययन क्या है जब मैं यह कहती हूँ कि यह पाठ्यक्रम टायपोलॉजिकल एप्रोच पर केन्द्रित है तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके मस्तिष्क में आता होगा वह है कि टायपोलॉजिकल अध्ययन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यह किस प्रकार हमें भाषा विज्ञान को एक विषय के रूप में समझने में सहायता करता है इसके लिए मैं शुरुआत करूंगी एक उदाहरण से जो मैंने कुछ देर पहले ही ढूंढा है मैं बात कर रही थी शब्दों के क्रम की अर्थात word order की जहां मेरा अभिप्राय है कर्ता कारक व क्रिया के क्रम से किसी भी दी गयी भाषा में यह बड़े ही सामान्य रूप से मिलने वाली इकाई हैं तो जब आप टायपोलॉजिकल अध्ययन के संबंध में विचार करते हैं तब इस विचार के दो क्षेत्र होते हैं इसमें प्रथम या प्रमुख होगा फंक्शनल टायपोलॉजिकल एप्रोच या फंक्शनलिस्ट टायपोलॉजिकल एप्रोच या जिसे हम ग्रीनबर्जियन एप्रोच भी कह सकते हैं हम इसे ग्रीनबर्जियन एप्रोच क्यों कहते है कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि 1954 में ग्रीनबर्ग ने लेंग्वेज यूनीवर्सल्स में यह मौलिक कार्य किया था इस कार्य ने भाषा अध्ययन को एक नयी दिशा दी उनके एक ऐसे स्कूल ऑफ थॉट के शोध प्रवर्तक होने कारण ही फंक्शनलिस्ट टायपोलॉजिकल एप्रोच को हम ग्रीनबर्जियन एप्रोच भी कहते हैं इस ऐप्रोच में उन्होंने प्रमुखत भाषा अध्ययन के लिए निगमनात्मक विधि को अपनाया उनके पास बहुत सारे भाषा के प्रतिरूप होंगे और इनके आधार पर उन्होंने कुछ सामान्यीकरण निकाले इसे निगमनात्मक विधि कहते हैं आपके हाथ में जो लिंगुइस्टिक या प्रयोगसिद्ध डाटा होता है उसके आधार पर आप कुछ सामान्यीकरण निकालते हैं और इसलिए हम इसे थ्यरी न्यूट्रल लैंग्वेज़ पर्टीक्युलर डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऐप्रोच कहते हैं यह कुछ भारी शब्दावली है लेकिन आइए हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बाँटते हैं टायपोलॉजी की ग्रीनबर्जियन ऐप्रोच जो कि फंक्शनलिस्ट टायपोलॉजी भी कहलाती है वास्तव में एक थ्यरी न्यूट्रल ऐप्रोच है जब मैं बात करती हूँ थ्यरी न्यूट्रल ऐप्रोच की तो मैं बात करती हूँ प्रयोगसिद्ध डाटा की और यहाँ यह प्रयोगसिद्ध डाटा लिंगुइस्टिक डाटा ही है इसलिए वह प्राकृतिक भाषा के सिद्धान्त पर अधिक केन्द्रित नहीं थे बल्कि वे यहाँ विशिष्ट भाषाओं पर ही केन्द्रित रहे यदि आपको याद होगा तो मैं बात कर रही थी कैपिटल L व स्मॉल l की तो यहाँ ग्रीनबर्जियन एप्रोच केन्द्रित है लैंग्वेज़ पर्टीक्युलर प्रक्रिया पर जब मैं बात करती हूँ लैंग्वेज़ पर्टीक्युलर की तो अंतत वह थ्यरी न्यूट्रल एप्रोच ही होती है कहानी का दूसरा हिस्सा है फॉर्मल जैनैरेटिव ऐप्रोच जो कि मुख्यत चौंम्स्क्यान ऐप्रोच भी है और यह ग्रीनबर्जियन ऐप्रोच से बिलकुल उलट है फॉर्मल जैनैरेटिव ऐप्रोच में हम अध्ययन की अनुगम विधि का प्रयोग करते हैं जब मैं अनुगम विधि का उल्लेख करती हूँ तो हम सामान्यीकरण से आरंभ करते हैं और फिर जो लिंगुइस्टिक प्रतिरूप या डाटा हमारे हाथ में है उसका परीक्षण करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों दृष्टिकोणों में एक बड़ा अंतर है एक तरफ हमारे पास निगमनात्मक विधि है जहां हमारे पास एक बहुत विशाल प्रतिरूपों का भंडार है और इन प्रतिरूपों के आधार पर हम कुछ सामान्यीकरण का प्रयास करते हैं तो कहानी के दूसरे भाग में आपके पास पहले से ही मस्तिष्क में एक सिद्धान्त होता है हाथ में एक संकल्पना होती है तो ये बिलकुल भी थ्यरी न्यूट्रल नहीं है यह थ्यरी पर्टीक्युलर है या कहें कि मूलतः यह थ्यरी सैंसिटिव है जहां आपके पास एक संकल्पना है शुरुआत करने के लिए और इसके बाद आप क्या करेंगे आप परीक्षण करेंगे कि आपकी संकल्पना सही है या फिर आपकी संकल्पना में विश्व की अन्य भाषाओं का डाटा सम्मिलित करने की क्षमता है तो इस प्रकार के दृष्टिकोण को फॉर्मल जैनैरेटिव ऐप्रोच कहते हैं आइए हम इन दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखें और आगे बढ़ें और जानें कि किस प्रकार इन दोनों को हम विस्तार से समझेंगे मैंने पहले ही आपको चौंम्स्क्यान ऐप्रोच के बारे में कुछ जानकारी दी थी अब एप्रीशियेटिंग लिंगुइस्टिक्स को टायपोलॉजी के परिपेक्ष्य में पाठ्यक्रम के रूप में देखते हुए मैं इसके फंक्शनलिस्ट टायपोलॉजी के दृष्टिकोण को वरीयता दूँगी जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया फंक्शनलिस्ट टायपोलॉजी का लैंग्वेज़ पर्टीक्युलर विवरण से संबंध है वास्तव में हम यहाँ सामान्यीकरण की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ तो सामान्यीकरण अवश्य ही आएगा भले ही तुरंत न आए किन्तु अंत में आयेगा यहाँ अध्ययन किसी विशेष भाषा से सम्बद्ध होगा हैसपैलमैथ Haspelmath का कार्य बहुत ही नवीन है उन्होंने इस पर बहुत शोध कार्य किया है उनका शोध परफॉरमैंस रैग्युलैरिटीज़ पर आधारित है परफॉरमैंस रैग्युलैरिटी क्या है ग्रीनबर्ग ने जिन भाषाओं के प्रतिरूपों पर कार्य किया था हैसपैलमैथ उन पर परफॉरमैंस रैग्युलैरिटीज़ का अध्ययन करते हैं वास्तव में वे करते क्या हैं वे एक लिंगुइस्टिक प्रक्रिया को लेते हैं व यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि अपने द्वारा एकत्रित प्रतिरूपों या उन प्रतिरूपों पर जिन पर वह कार्य कर रहे होते हैं उस पर दी गयी विशेष लिंगुइस्टिक प्रक्रिया परफॉरमैंस रैग्युलैरिटीज़ का पालन करती या नहीं या फिर भाषा के विशाल भंडार में यह नियमित मिलती है या नहीं यदि यह अधिकतम भाषाओं में नियमित मिलती है तो इसे सार्वभौमिक मान लिया जाता है और ऐसे अनेक प्रकार के सार्वभौम हैं जिनका उल्लेख मैं आपसे आगे विस्तार से करूंगी किन्तु अभी तो आप यह ध्यान में रखिए कि ग्रीनबर्जियन या फंक्शनलिस्ट टायपोलॉजी में शोध के अग्रदूत मार्टिन हैसपैलमैथ हैं वे प्राथमिक रूप से परफॉरमैंस रैग्युलैरिटी पर कार्य करते हैं वे सार्वभौम के सिस्टम ऐक्सटर्नल की व्याख्या भी उपलब्द्ध करवाते हैं तो जिस प्रकार के भाषा सार्वभौम या लैंग्वेज यूनिवर्सल की ग्रीन्बर्ग जैसे फंक्शनलिस्ट शोधकर्ता बात करते हैं वह है सिस्टम ऐक्सटर्नल आप वास्तव में भाषा की संरचना में प्रयुक्त संकल्पना या उसके आंतरिक ढांचे की बात नहीं करते हैं बल्कि आप बात करते हैं कि किस प्रकार संभाषण के लिए भाषा का उपयोग किया गया एवं जब आप संभाषण के दौरान फंक्शन ऑफ लैंग्वेज समझने का प्रयास करते हैं तो आपका किस प्रकार की लिंगुइस्टिक प्रक्रिया से सामना होता है और इसे समझने के लिए हम एक लिंगुइस्टिक प्रक्रिया का चयन करेंगे जिसका उल्लेख मैंने पहले ही किया है और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार हम भाषाओं को उनके संरचनात्मक प्रकार में पृथक करते हैं ध्यान रहे कि टायपोलॉजी का मूल शब्द है टाइप अर्थात प्रकार अतः हमारा मुख्य आकर्षण भाषा के प्रकारों पर होगा कुछ भाषाएँ होतीं हैं SOV कुछ SVO कुछ OSV और कुछ होतीं हैं OVS तो इस प्रकार 6 अलग अलग स्वरूप होते हैं इस प्रकार के शोध तीन विभिन्न स्तरों पर होते हैं और यह तीन विभिन्न स्तर क्या हैं टायपोलॉजिकल कार्यों का गुणात्मक अध्ययन किया जा सकता है जब मैं गुणात्मक अध्ययन का उल्लेख कर रही हूँ तब मैं बिना संख्यायों को केंद्र में रखते हुए विभिन्न भाषाओं के शब्दों के क्रम को समझने का प्रयास करती हूँ यह गुणात्मक टायपोलॉजी है यदि आप स्लाइड्स देखेंगे तो पाएंगे कि हम भाषाओं को विशेष लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं क्या होते हैं यह लक्षण यहाँ लक्षण है भाषा के शब्द क्रम की संरचना अर्थात इसके बाद दूसरा वर्ग या दूसरा प्रकार है परिमाणात्मक टायपोलॉजी का है परिमाणात्मक टायपोलॉजी में न केवल हम कुछ विशेष गुणों का अध्ययन करते वरन हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि कितनी भाषाओं में यह गुण विशेष है तो पहला गुणों पर आधारित है व दूसरा संख्या पर आधारित है विश्व में कितनी भाषाएँ SOV श्रंखला का पालन करती हैं कितनी SVO श्रंखला का पालन करती हैं और कितनी भाषाएँ VSO श्रंखला का पालन करती हैं कृपया इस विषय में हैसपैलमैथ एवं ड्रायर के मौलिक कार्य को देखें जो 2000 भाषाओं के प्रतिरूपों पर आधारित है उनके अनुसार विश्व में कुछ 497 भाषाएँ हैं जो SOV श्रंखला का पालन करती हैं तो SOV श्रंखला क्या है यह हिन्दी भाषा के समान कर्ता कारक एवं क्रिया पर आधारित है यदि आप दक्षिण भारतीय भाषाओं पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि पहला शब्द कर्ता मैं है दूसरा शब्द कारक खाना व तीसरा शब्द क्रिया खाता हूँ है यदि इसे अंग्रेज़ी में देखें तो पाएंगे कि यह वाक्य I food eat बनेगा अंग्रेज़ी का शब्दक्रम अलग है तो कुछ 497 विश्व में इस श्रंखला का पालन करती हैं वहीं दूसरी ओर लगभग 436 भाषाएँ जिनका उन्होंने अध्ययन किया वे अंग्रेज़ी के समान SVO श्रंखला का पालन करती हैं यहाँ आई ईट फूड में I कर्ता eat क्रिया है व food कारक है हमारे पास एक अन्य वर्ग भी है VSO और इसमें कुछ 85 भाषाएँ हैं तो यदि आप 6 संभावित सूचीबद्ध श्रंखलाओं SVO SOV VOS VSO OSV एवं OVS की ओर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि इन छह श्रंखलाओं में से प्रथम दो तो बहुत ही सरलता से मिलने वाली श्रंखलाएं हैं व अंतिम दो श्रंखलाएं दुर्लभ हैं यदि आप SOV श्रंखला की भाषाओं की ओर ध्यान दें तो पाएंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया एवं मिडिल ईस्ट क्षेत्र को छोडकर अधिकतर एशियाई भाषाओं में इस श्रंखला का पालन होता है मैं फिर इस बात पर ज़ोर दे रही हूँ कि दक्षिण पूर्व एशिया एवं मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अलग श्रंखला है अन्यथा अधिकतर एशियाई भाषाओं में SOV श्रंखला का पालन होता है अंग्रेज़ी जो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है अधिकांश जर्मन भाषाएँ इसी SVO श्रंखला का पालन करतीं हैं इसके अलावा हमारे पास उप सहारा अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषाएँ हैं चीन से दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ने वाला क्षेत्र भी है जहां इंडोनेशिया पश्चिम प्रशांत यूरोप एवं मैडीटरेनियन सागर के आसपास ऑस्ट्रोनेशियन भाषाएँ बोली जातीं हैं इन सभी क्षेत्रों की भाषाएँ SVO श्रंखला का पालन करतीं हैं तो अब यह विभाजन देखें एशिया में SOV एवं बाकी विश्व में SVO उप सहारा अफ्रीका चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया व इंडोनेशिया में ऑस्ट्रोनेशियन के अलावा दक्षिण प्रशांत भाषाएँ यूरोपेयन भाषाएँ मैडीटरेनियन भाषाएँ यह सभी SVO श्रंखला का पालन करतीं हैं फिर हमारे पास पूर्वी अफ्रीका में बोली जाने वाली VSO भाषाएँ हैं यदि आपको संख्या याद हो तो यह कुछ 85 है और यह पूर्वी सूडानी भाषाएँ हैं उत्तर अफ्रीका में मौखिक भाषाएँ हैं आप पाएंगे कि यूरोप के सुदूर पश्चिम भाग में सेल्टिक भाषा फिलीपींस के आसपास पॉलीनेशियन भाषा एवं प्रशांत पैसिफिक की कुछ पॉलीनेशियन भाषायें हैं जो VSO श्रंखला का पालन करतीं हैं और OSV व OVS दो दुर्लभ प्रकार हैं जिनका मैंने उल्लेख किया था इसमें से OVS श्रंखला मुख्यतः स्थानीय अमेरिकी भाषा में मिलती है अमेज़न बेसिन वैनैज़ुऐला ब्राज़ील एवं उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में यह दुर्लभ प्रकार प्रचलन में है हमें इस प्रकार समझना चाहिए कि संरचनात्मक टायपोलॉजी क्या है तो ग्रीनबर्जियन ऐप्रोच या थ्यरी न्यूट्रल लैंग्वेज पर्टीक्युलर ऐप्रोच केन्द्रित होगी किसी एक भाषा पर या किसी विशेष भाषा पर यहाँ या तो भाषा को समझने का प्रयास करेंगे या फिर उसका विश्लेषण करेंगे या तो डाटा रेकॉर्डिंग्स के द्वारा या फिर प्रश्नावली के द्वारा एकत्रित किया जाएगा यह शोधार्थी पर निर्भर करेगा कि वह कौन सी विधि अपनाना चाहता है और एक बार जब डाटा एकत्रित हो जाता है इसके बाद इसका पृथक करण करते हैं एवं इसके आधार पर प्रतिरूपों का विश्लेषण करते हैं हम समझ सकेंगे कौनसी भाषा किस वर्ग में आती है तो यह सब गुणात्मक व परिमाणात्मक टायपोलॉजी के संबंध में है यदि आपको तीसरी टायपोलॉजी याद हो जिसका मैंने उल्लेख किया था वह है थ्यरिटिकल टायपोलॉजी तो जब मैं कहती हूँ थ्यरिटिकल टायपोलॉजी तो यह क्या कार्य करती है जब हम थ्यरिटिकल टायपोलॉजी की चर्चा करते हैं तब हमारा किस प्रकार के कार्यों से सामना होगा गुणात्मक टायपोलॉजी में यह कुछ गुणों का अध्ययन करती है परिमाणात्मक टायपोलॉजी में यह उन संख्याओं पर कार्य करती है जिनमें यह गुण होते हैं थ्यरिटिकल टायपोलॉजी में हम मुख्यतः वर्गीकरण की व्याख्या करते हैं यदि मैं कहती हूँ कुछ भाषाओं के संदर्भ में SOV एवं SVO की लिंगुइस्टिक प्रक्रिया में अंतर है तो थ्यरिटिकल टायपोलॉजी हम से प्रश्न करेगी कि क्यों क्यों इस प्रकार का भेद उत्पन्न होता है एवं कैसे इसका स्पष्टिकरण देंगे तो सामान्यतः यह तथ्यात्मक आधार पर ही होता है कभी कभी हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या इनमें भाषा संपर्क लैंग्वेज कन्वर्जेंस या लैंग्वेज डायवरजैंस है यदि दो भाषाओं की सीमाएं आपस में मिलती हैं फिर भी उनमें शब्द क्रम का अंतर है तो इसके संभावित कारण क्या होंगे और यदि दो भिन्न भाषाओं का समूह है फिर भी वे किसी प्रकार की समानता का पालन करती हैं तो क्या संभावित कारण होंगे यह समानताएं एवं विभिन्नताएँ किसी भाषा संपर्क भाषा परिवर्तन और विशेष तौर पर तथ्यात्मक आधार पर सुनिश्चित की जातीं हैं इस प्रकार यह थ्यरिटिकल टायपोलॉजी कहलाती है इस विषय विशेष के लिए हम फंक्शनल टायपोलॉजी पर केन्द्रित रहेंगे किन्तु इसका यह अर्थ बिलकुल नहीं है कि हम फॉर्मल या जैनैरेटिव टायपोलॉजी से दूर रहेंगे हम मुख्यतः भाषा का डाटा लाएँगे एवं हम निगमनात्मक विधि पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे हमारे पास डाटा है एवं हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे व कुछ सामान्यीकरण प्राप्त करेंगे इसी प्रकार से हमारे असाइनमैंट्स तैयार होंगे जहां तक प्राकृतिक भाषा के टायपोलॉजिकल अध्ययन का संबंध है मैं इतना ही कह सकती हूँ मेरा सुझाव यह है कि आप एक भाषाविद के समान इस विषय को स्वीकार करें और देखें कि किस प्रकार आप दर्शनशास्त्र जैसे प्राचीन विषय की तुलना में इस युवा विषय को संवर्धित एवं पोषित करते हैं जी हाँ यदि आप इसकी तुलना दर्शनशास्त्र से करते हैं तो आप पाएंगे कि यह बहुत ही नया विषय है किन्तु जब इसे आप मैं एवं व्यावसायिक भाषाविद स्वीकार करेंगे तो इसे संवर्धित भी कर सकेंगे और इसे आप कैसे स्वीकार करेंगे आप इसे स्वीकार करेंगे इस पर कार्य करके मेरी रुचि इसमें है कि आप इसे टायपोलॉजिकल ऐप्रोच की दृष्टि से स्वीकार करें तो इसके संबंध में हम और अधिक समझें व तैयार हो जाएँ डाटा एकत्रित करने हेतु तब यह मेरे और आपके मध्य एक संपर्क बिन्दु हो जाएगा हमें इसका विश्लेषण करना होगा इसे एक प्राथमिक मूल पाठ्यक्रम मानते हुए हमें कुछ बहुत ही आधारभूत सामान्यीकरण के साथ बढ़ना होगा आशा है विषय के रूप में यह आपको लिंगुइस्टिक्स समझने में सहायता करेगा और एक बार जब आप इसे समझ् जाएँगे तब आप इसे और अधिक स्वीकार कर पाएंगे